इस व्याख्यान में हम डायमेंशन रिडक्शन और स्पार्स रिप्रजेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए आइए पहले हम यह समझें कि डेटा के डायमेंशन का क्या अर्थ है डेटा पॉइंट्स के एक सेट पर विचार करते हैं जो कि स्लाइड में दिखाया गया है यह एक सेट है जहां xi N डायमेंशनल रियल स्पेस के स्थान पर डेटा पॉइंट है हम विचार कर सकते हैं कि यह उस रियल स्पेस में एक वेक्टर है इसलिए डायमेंशन उस स्थान का स्वाभाविक रूप से n होगा अब इसका मतलब है कि सेट S का भी डायमेंशन n है तो आइए हम इस उदाहरण को लेते हैं इसमें एक 3 डायमेंशनल स्पेस और 4 डेटा पॉइंट्स हैं अब हम इन्हें इस तरह भी व्यवस्थित कर सकते हैं जिससे वे एक सतह पर हों इसलिए जब वे एक सतह पर होते हैं तो हम उस सतह के अन्दर एक कोआर्डिनेट सिस्टम को हमेशा परिभाषित कर सकते हैं और उस कोआर्डिनेट कंवेंसन को प्रत्येक बिंदु में दर्शा भी सकते हैं तो उस स्थिति में सभी बिंदुओं को 2D स्पेस के सेट के रूप में दर्शाया जा सकता है जो कि एक 2D रियल स्पेस है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि डेटा का डायमेंशन और स्पेस एक जैसा हो यह उस संख्या से कम हो सकता है जो इस उदाहरण में दिखाया गया है तो प्रमुख कॉम्पोनेन्ट एनालिसिस एक विधि है जिसके द्वारा डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूनतम डायमेंशनल सबस्पेस पता चलता है तो हम इस व्याख्यान में सीखेंगे कि कैसे यह विश्लेषण किया जा सकता है और मूल विचार यह है कि यह एक नए ऑर्थोगोनल एक्सिस सेट की गणना करता है और उस ऑर्थोगोनल एक्सिस के एक नए सेट का उपयोग करके प्रतिनिधित्व के संबंध में नए कोआर्डिनेट्स को परिभाषित करता हैं तो यह एक अर्थ में एक कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या विश्लेषण कर सकता है यह एक घटक के वेरीएंस को अधिकतम करता है मुझे यह समझाने दें और आप इस वेक्टर की विशेषता पर विचार करे जो की उस डेटा पॉइंट्स X के वेक्टर का प्रतिनिधित्व n आयामी space में करता है तो हमारे पास वेक्टर के n घटक या n फ़ील्ड हैं जो की यहाँ X1 x2 xn के रूप में दिखाया गया है यह एक कन्वेंशन है जिसका उपयोग हम डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कर रहे हैं अब कह सकते है कि एक विशेष घटक का वेरीएंस ith घटक xi है इसे गणितीय अभिव्यक्ति के रूप में उपयोग करने के लिए परिभाषित किया गया है यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि N ऐसे डेटा बिंदु हैं तो उसका मतलब है N डेटा पॉइंट्स है इसलिए किसी भी xi के वेक्टर के लिए हम संबंधित jth डेटा बिंदु को लेगे हम मानते हैं कि xi के वेक्टर jth घटक के लिए एक वैल्यू है और अब हम उस घटक का मीन लेते हैं तो यह वेरीएंस के मानक परिभाषा को कैसे परिभाषित करता है अब हम कहते हैं कि इन सभी n घटकों में से एक घटक प्रमुख है जिसका वेरीएंस अधिकतम है इसलिए हम यह कहते हैं कि वह घटक एक प्रमुख घटक है PCA प्रमुख घटक के वेरीएंस को अधिकतम करता है आइए हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है एक यूनिट वेक्टर W पर विचार करते हैं और जैसा कि मैंने इसका उल्लेख किया है कि PCA में एक कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है तू हम क्या कर सकते हैं ताकि हम विशेष प्रकार के कोआर्डिनेट संयोजन परंपराएं प्रदर्शित कर सकते हैं इसलिए कोआर्डिनेट के केंद्र कोआर्डिनेट की उत्पत्ति को इन फीचर वैक्टर के एक साधन के रूप में माना जा सकता है तो आइए S̅ द्वारा मीन को दर्शाते हैं जिसका अर्थ है कि हमारे पास N फीचर वैक्टर जो X1 X2 XN है N फीचर वैक्टर और S̅ होना चाहिए S̅1N i1Nxi अत इस तरह से मीन की गणना की जा सकती है इसलिए प्रत्येक Xj को मीन वैक्टर W घटक के साथ गणना कर परिवर्तित करते हैं हम मान लेते हैं कि ये सब डेटा बिंदु हैं और यह S̅ है इसलिए हम परिवर्तित कर रहे हैं और यह स्पार्श का वास्तविक कोआर्डिनेट है तो पहले हम केंद्र को S̅ की ओर किसी विशेष दिशा में स्थानांतरित करते हैं इस दिशा को W कहते हैं और घटक का अर्थ W के डॉट प्रोडक्ट से है यह एक यूनिट वेक्टर है इसे यूनिट वेक्टर होना चाहिए जिसका डॉट प्रोडक्ट जो घटक होगा जिससे कि हम गणना करेंगे तो यह वही है जो yj है yj Xj S̅ W इसलिए इस मामले में एक इकाई वेक्टर को लेते हैं हम मानते हैं कि यह एक इकाई वेक्टर है और फिर हम इसके डॉट प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमें यह घटक yj के रूप में मिलता है अब हम इस घटक के वेरीएंस पर विचार करते हैं तो PCA की समस्या हमें कम से कम एक ऐसी दिशा का पता लगाने में सहायता करती है जहां यह इन अनुमानों के वेरीएंस को अलग अलग वैक्टर के सभी डेटा एक केंद्रित बिंदु पर अधिकतम करता है इसलिए मुझे यह बताना जारी रखना कि उस प्रदर्शन के साथ हमारे पास डेटा बिंदुओं का एक सेट है और अब हम इस तरह से डेटा बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं कि यदि हमारे पास Xj एक वेक्टर के रूप में है तो jth वेक्टर के लिए घटक के n छोटी संख्याएं हैं और प्रत्येक घटक एक वेरिएबल है जिसके ith घटक को Xij होना चाहिए जैसा कि हमने अनुक्रमित किया है तो इसे हम कैसा प्रदर्शित कर रहे हैं इसलिए हम यहां ith घटक को Xij मानते हैं अत मीन वेक्टर S̅ जिसकी चर्चा हमने की थी जो प्रत्येक घटक का एक मीन है हमने इसे पहले भी परिभाषित किया है और तब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को करते हैं हम एक वेक्टर W के साथ घटक ले रहे हैं जो एक यूनिट वेक्टर है और हम देख सकते हैं कि प्रत्येक वेक्टर का अनुवाद मीन की ओर है और सभी N वेक्टर्स के लिए N नंबर होते हैं इसलिए प्रत्येक वेक्टर के लिए इसका अनुवाद किया और हमारे पास यूनिट वेक्टर के साथ संगत घटक है अतः अंत में हमें वेक्टर के मीन पर W सेंटरिंग के साथ इन सभी डेटा पॉइंट्स के N अवलोकन या अनुमान मिलते हैं तो अब हम इन y के वेरिएन्स पर विचार करते हैं जिसे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं इसलिए हम कम्प्यूट W लिख सकते हैं जो अधिकतम होता है 1NYTY वास्तव में हम कह सकते हैं कि जब मीन की ओर अनुवाद करते हैं तो y का मीन 0 होगा इसलिए यह पर्याप्त है अगर हम बस उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग को अधिकतम करते हैं 1 तो ये इस वेक्टर के परिमाण हैं जो कि 1Ni1Nyi2 और हम इसका मीन ले रहे हैं जो इस वैल्यू का वेरीएंस है और अगर हम y1 के इन मीन्स का मीन पर विचार करते हैं तो हम लिख सकते हैं y1N i1Nyi0 और प्रभावी रूप से हम घटकों के वेरीएंस का पता लगा रहे हैं और हम चाहेंगे W जो इस विशेष कारक को अधिकतम करता है W पर एक कान्सस्ट्रेंट है जिसे हमने पहले से ही उल्लेख किया है कि यह एक यूनिट वेक्टर के लिए है इसलिए W का मान 1 के बराबर होना चाहिए और प्रभावी रूप से अगर हम YT या Y का विस्तार करने पर विचार करते हैं तो y को XTW के रूप में दिखा सकते हैं तो इसे निम्न एक्सप्रेशन के रूप में लिखा जा सकता है 1NTXTW यह मात्रा दिलचस्प है क्योंकि यह क्या माप रहा है यह निश्चित रूप से X के कोवेरीएंस को माप रहा है हमें उन वैल्यूज के औसत पर विचार करना होगा तो यह औसत है जो N से विभाजित है जो इसे औसत के रूप में प्राप्त होगा इसलिए हमें W की गणना करनी है जो इस विशेष कारक को अधिकतम करता है और जैसा कि हमने उल्लेख किया है यह कुछ भी नहीं है लेकिन कोवेरीएंस मैट्रिक्स C जहाँ एक तत्व जिसे kth घटक कोवेरीएंस है kth घटक और lth घटक के बीच में है kth कोवेरीएंस के बीच के घटक और lth घटक के वेक्टर के बीच के डेटा पॉइंट्स में है इसी तरह से हम कोवेरीएंस मैट्रिक्स को परिभाषित कर सकते हैं तो इस कार्य के उद्देश्यों के लिए हम मान सकते हैं कि वेरीएंस को अधिकतम करने से फंक्शन भी अधिकतम होगा जो कि एक फंक्शन वेट वेक्टर W का या एक इकाई दिशा W की अधिकतम मात्रा है और जो इस मात्रा को अधिकतम करेगा यह वह मात्रा है जो इस एक के समान है जिसे अधिकतम किया जाना है लेग्रांज मल्टीप्लायर परन्तु यहाँ एक बाध्यता है तो यह बाध्यता उस फंक्शन के उद्देश्य के साथ मिलकर लेग्रांज मल्टीप्लायर का उपयोग करती है और यह एक फिक्स्ड टर्म है तो यह लैम्ब्डा एक लेग्रांज मल्टीप्लायर है इसलिए हम एक व्युत्पन्न लेम्ब्डा को साथ लेते हैं तो यह WTW1 होगी जो कि वास्तव में बाध्य प्रतिबन्ध है तो हम क्या हल प्राप्त करने के लिए यदि एक आंशिक व्युत्पन्न को इकाई वेक्टर के भार की दिशा में W को लेते हैं तो हम पाते हैं एक ऐसा सूत्रों का तंत्र जिसे हमने पहले दर्शाया है जो कि व्युत्पन्न के ज्यायमितीय का एकविमीय आयाम के विस्तारीय बहुआयामी सतह से सामान गुण और सामान सूत्र में दर्शाया गया है साथ ही जब हम मेट्रिक्स ऑपरेशन और लीनियर ऑपरेशन को भी लेते हैं तब हम मान सकते हैं कि WTCW एक क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट है LW WTCW ∂L∂W0 →2CW 2λW0 →CW λW तो λ एक इगन वैल्यू है और चूंकि हम विचार कर रहे हैं कि W को एक यूनिट वेक्टर होना है तो हम ऐसा मानते है कि इस अवस्था में इकाई इगन वेक्टर हैं और चूकिं हम वेरीएंस को अधिकतम चाहते हैं और हम मानते है कि इगन वैल्यू वेक्टर के लिए अधिकतम होगी जो कि अधिकतम इगन वैल्यू के बराबर है तो हम क्या पाते हैं वास्तव में मुख्य घटक जो कि इगन वेक्टर की अधिकतम इगन वैल्यू C के बराबर है अब अन्य इगन वेक्टर के बारे में क्या क्योंकि कोवेरिएंस मेट्रिक्स एक सिमेट्रिक मेट्रिक्स है तो हम पाते हैं कि N इगन वेक्टर यदि छोटे आयाम N में हो तो इस अवस्था में n x n मेट्रिक्स होगा और इसलिए सभी इगन वेक्टर वास्तव में बल्कि यह दिखाया जा सकता है कि ये अधिकतम वेरीएंस के साथ ही शेष सभी को दर्शाता है तो अब इस विश्लेषण का हल तथा हम यह कह सकते हैं कि यह इगन वेक्टर का समूह घटते क्रम में इगन वैल्यू के विशिष्ट घटक को प्रदान करता है मान लीजिए कि हम इसे फॉर्म के समूह के रूप में दर्शाते हैं तो यहाँ कम सख्यां में इगन वेक्टर जिन्हें हम Ie1 e2 en कहते हैं तो यहाँ सम्बधित इगन वैल्यू भी घटते क्रम में होगी तो e1 अधिकतम इगन वैल्यू के बराबर e2 दूसरी अधिकतम वैल्यू तथा इगन वैल्यू λn न्यूनतम वैल्यू जो कि इगन वेक्टर en के बराबर होगी तो यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि सभी वेक्टर नार्मलाइसड हैं और अब हम केवल इकाई इगन वेक्टर पर ध्यान देगें तो ith मुख्य घटक को प्रोजेक्शन के इगन वेक्टर के केन्द्रीय S̅ पर डेटा पॉइंट्स को केन्द्रीय मीन से परिभाषित किया जाता है इसलिए हम गणितीय रूप से इसे लिख सकते हैं जैसे yjX Sei आयाम में कमी इस तरह से हो सकती है कि हम इगन वेक्टर की छोटी इगन वैल्यू को अनदेखा कर सकते हैं इसका मतलब है कि एक डेटा पॉइंट के लिए हम आयाम को कम कर सकते हैं वे घटक जिनके इगन वैल्यू बहुत कम हैं को हम अनदेखा भी कर सकते हैं यहाँ इगन वैल्यू के व्याख्यान में वेरिएंस के रेसिड्यूल्स को उस पॉइंट में दर्शाया गया है तो माना कि सभी इगन वेक्टर की kth इगन वैल्यू के डेटा को दर्शाने में बरक़रार रखा गया है तो डेटा को लगभग k आयामों में दर्शाया जा सकता है यह डेटा को k आयाम में दर्शाता है तो हमारे पास N आयामी डेटा है परन्तु जैसा कि उल्लेख किया है डेटा का आयाम आयाम के सतह के लिए जरुरी नहीं है तो यह एक सबस्पेस पर जो कि इसमें आयाम का सबस्पेस है और मुख्य घटक के उपयोग के विश्लेषण से हम कोआर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करेगें तो अब हमारे कोआर्डिनेट अक्ष इगन वेक्टर के द्वारा दिए गए हैं यदि हम ध्यान देगे तो हमारे कोआर्डिनेट डेटा पॉइंट्स का केंद्र बन जायेगा तो पहला घटक k घटते क्रम में है जो कि बहुत है जो कि बहुत हो सकता है डाटा को दर्शाने में यह उपयुक्त हो सकता है डाटा के वेरीएंसको लेने में तो यह वस्तु जो कि हमारे पास k आयामी वेक्टर और जैसा हम समझ सकते है k की वैल्यू n से कम है तथा ये n कि वैल्यू के बराबर हो सकती है तो डाटा का कुल वेरीएंसहमें पता है यह वेरीएंसके हर घटक और वेरीएंसके हर घटक के योग को प्रदर्शित करता है यहाँ N घटक हैं तो हम प्रत्येक घटक के वेरीएंसपर विचार करते हैं और जो कि हमे डेटा का कुल वेरीएंसदेता हैं तो वेरीएंस इगन वैल्यूज का योग है तो यह दिखाया गया है और यह साबित भी किया जा सकता है कि वेरीएंसकुछ भी नहीं है लेकिन इगन वैल्यूज का योग है इसलिए यही कारण है कि इगन वैल्यूज जो बहुत छोटा लगभग नगण्य है वह इसमें योगदान नहीं दे रहा है यह डेटा वेरीएंस के भाग में कोई योगदान नहीं देगा और हम इसके घटकों को अनदेखा कर सकते हैं तो k इगन वैल्यूज के योग का अनुपात कुल योग के लिए डेटा का एक वेरीएंसहै जो वेरीएंसके लिए जिम्मेदार है इसलिए इन आयामों में कमी होगी क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि उच्च फ्रैक्शन ज्यादा बेहतर होगा जो कि डेटा की सूचना सामग्री को बरकरार रखेगा इसलिए यह फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है जैसा कि हम समझते हैं कि यह 0 से 1 के बीच में होता है तो हम यह मान सकते है कि फ्रैक्शन कि अधिकतम वैल्यू 1 के आसपास होगी तो इस डेटा को प्रदर्शित करने के लिए गणितीय रूप में इन आंकड़ो को दर्शाते है R2 jk1njV जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह संदर्भ समय 1936 कोई अंश नहीं है यह वेरीएंस का एक अंश है जो अस्वीकार होगा तो यह वेरीएंस के घटकों का योग है वे घटक जो कि हमारी गणना में प्रदर्शित नहीं हैं तो 𝑅2 को जितना संभव हो छोटा होना चाहिए तब PCA एल्गोरिथ्म को संक्षेप में करने के लिए हमारे पास इनपुट है डेटा पॉइंट्स के सेट जैसा कि हमने दिखाया है Xj हर एक डेटा पॉइंट में एक पॉइंट है जो कि n आयामी सतह पर है और फिर आउटपुट को चाहिए कि k इगन वेक्टर का सेट हो अब k का निर्धारण होगा थ्रेसहोल्ड के अंश के द्वारा ये वेरीएंस का अंश जो कि हमें किसी विशिष्ट कारक कि गणना पर मिलता है तो यह एल्गोरिथ्म इसी तरह से चलेगी हमें डेटा पॉइंट्स के मीन की गणना और उसके सभी पॉइंट्स के मीन को परिवर्तित करना है सेट के कोवेरीएंस मैट्रिक्स की गणना तथा उसके बाद इगन वेक्टर और इगन वैल्यूज जो कि बढ़ते क्रम में हो तथा इसके बाद k को चुनेगे जिससे कि वेरीएंस के अंश कि जिम्मेदारी जो कि उसके थ्रेसहोल्ड से ज्यादा होगी तो यह थ्रेसहोल्ड जिसके एल्गोरिथ्म का पैरामीटर होगा ज्यादातर इस टिपिकल वैल्यू को हम 095 कह सकते हैं इसका मतलब वेरीएंस के 95 को हमें ध्यानपूर्वक प्रदर्शित करना है और इन k घटकों का उपयोग डेटा पॉइंट्स को प्रदर्शित करने में करना है तो हम एक उदाहरण का उपयोग करके इन संगणनाओं के बारे में विस्तार से बताएगें इस पर विचार करते हैं कि यह एक डेटा पॉइंट है और हम डेटा के आयाम को कम करने के लिए इस डेटा पॉइंट पर PCA करना चाहते हैं इसलिए इन सभी डेटा पॉइंट्स को अब उन्हें मैट्रिक्स X के कॉलम वेक्टर के रूप में दर्शाया गया है जहाँ 5 डेटा पॉइंट्स हैं जैसा कि हम देखते हैं कि वे सभी डेटा पॉइंट्स तीन आयामी स्थानों में हैं इसलिए प्रत्येक कॉलम वेक्टर एक डेटा बिंदु है इसलिए ये उस तीन आयामी स्थान में डेटा बिंदु हैं वे निर्देशांक हैं तो यदि हम इन डाटा पॉइंट्स का मीन लेगे तो ये सभी त्रिआयामी पॉइंट्स होगे तो इसका मतलब इन कॉलम कॉलम वेक्टर के मीन कि गणना एक प्रपत्र में की जा सकता है अब जब हम इन वेक्टर के मीन कि गणना इस तरह कर सकते है तो हम सामान्य मीन को हर कॉलम वेक्टर से घतायेगें तब हम पायेगें मेट्रिक्स X tilde जो कि ट्रान्सलेटेड वेक्टर के आसपास के मीन को दर्शाता है अब हम विशेष कोवेरिएंस मेट्रिक्स जो कि 15XXT है कि गणना कर सकते हैं इसलिए यदि हम इन मैट्रिक्स संगणनाओं का निष्पादन करते हैं तो यह एक कोवेरीएंस मैट्रिक्स है हमें मिलती है इन मुख्य घटकों के विश्लेषण में हमें क्या करने की आवश्यकता है हमें चाहिए कि हम इगन वेक्टर और इगन वैल्यूज के कोवेरीएंस मैट्रिक्स को खोज सकते हैं तो यह 3 X 3 का कोवेरीएंस मैट्रिक्स और सिमेट्रिक कोवेरीएंस मैट्रिक्स है हमारे पास तीन इगन वैल्यूज हैं ये डिस्टिंक है और यह नॉन डिस्टिंक भी हो सकती हैं परन्तु यहाँ तीन इगन वैल्यूज और साथ ही तीन इगन वेक्टर भी हैं इस विशेष उदाहरण में हम इस कोवेरीएंस मैट्रिक्स के डायगोनल तत्वों पर भी ध्यान देते हैं वास्तव में ये डायगोनल घटकों के विभिन्न रूपों को प्रदर्शित करते हैं पहला घटक का वेरीएंस 104 है जो एक अनुवादित है लेकिन इस अर्थ के आसपास पहली कंपनी का वेरीएंस 104 है दूसरा घटक 416 और तीसरा घटक 4224 है यदि हम ध्यान दें कि ज्यादातर घटक वास्तव में अधिकतम वेरीएंस हैं जो कि एक तीसरे घटक में हैं तो इस विशेष डेटासेट जो कि हमें वास्तविक स्वरुप में दिया गया है ये उन कारको के मध्य और भी ज्यादा समन्वय क्योकि यदि हम कोर्रेस्पोंडिंग ऑफ डायगोनल शब्द पर ध्यान देगें तो जानेगे कि यह शब्द काफी महत्वपूर्ण है तो कुल वेरीएंस सभी डायगोनल टर्म्स का योग हो सकता है तो यदि हम डायगोनल टर्म्स को लेते हैं तो हम देखेगे कि कुल वेरीएंस 8488 है और इगन वैल्यूज कोवेरीएंस मेट्रिक्स की गणना की जा सकती है और इस गणना से हम देखेगे कि एक इगन वैल्यूज जो कि न्यूनतम 0 हो गयी है परन्तु अधिकतम 833238 है तो इस अवस्था में जो कि काफी उच्च और हर एक वेरीएंस को डेटा के साथ लेगा परन्तु दूसरी इगन वैल्यूज भी 15562 है जो की अपने पहले घटक से बहुत कम है पर फिर भी महत्वपूर्ण घटक हैं हम इस डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि तीसरा 0 है इसलिए हम दर्शा सकते हैं कि यह डेटा अपने में केवल दो घटकों का उपयोग करेगा और आइए हम देखते हैं कि इगन क्या है तथा हमें ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कुछ इगन मूल्य वे हैं जो कुल वेरीएंस के डेटा के समान होती हैं तो यह eigen वैल्यू डेटा के कुल वेरीएंस के सामान होगी इसका मतलब e1 e1 इगन वेक्टर 833238 के सामान है e2 और e3 इसी के सामान इगन वेक्टर 15562 तथा शेष 0 होगें तो अब हम डायमेंशन रिडक्शन को केवल प्रोजेक्शन्स तथा e1 और e2 के साथ कर सकते है तो हम क्या करेंगे अब हम मान लेते हैं कि यदि ये आधार वेक्टर्स हैं तो अब और हर आधार वेक्टर के कॉलम e1 e2 e3 की तरह सामान है यह लगभग उसी के सामान है जो कि हमने इमेज ट्रांसफॉर्म में सीखा है तो हमारे पास एक नया आधारभूत वेक्टर है और तो वास्तविक डेटा पॉइंट्स से उसके नए आधारभूत वेक्टर की गणना उसके घटकों के संदर्भ में क्यों नहीं कर सकते हम आधारभूत घटकों के विशलेषण को मीन की ओर परिवर्तित कर सकते हैं तो यदि वास्तविक डेटा पॉइंट्स को उसके घटकों से परिवर्तित करे तब इस गणना से हम हर एक की गणना कर पायेगे तब यह हर एक डेटा पॉइंट की देखभाल करेगा और उसके परिवर्तन की गणना भी यह कोर्रेस्पोंडिंग प्रोडक्ट कोर्रेस्पोंडिंग डॉट प्रोडक्टcorresponding product corresponding dot product साथ ही साथ e1 e2 और e3 की गणना भी होगी तो अब यह नया डेटा पॉइंट ट्रांसलेटर है तथा हम देखेगे कि घटक 0 है जिसका मतलब है कि अब हम द्विआयाम को दर्शा सकते है तो अब हम उसे एक डेटा पॉइंट तथा एक दुसरे डेटा पॉइंट दूसरा डेटा पॉइंट जो कि तीसरे आयाम को अनदेखा करता है को दर्शा सकता है तो यह एक रिडनडेंट डायमेंशन है वास्तव में यदि हम ध्यान दे पॉइंट सेट पर तो क्या उसी सतह XYZ10 पर आएगा जो दिया गया है और यह क्यों द्विआयामी सतह में स्थित हैं सिद्धांत घटक विश्लेषण के माध्यम से क्या हम पता लगा सकते हैं कि वे क्यों सतह पर स्थित हैं वास्तव में यह तीसरा इगन वैल्यूज है जो हमें उस सतह पर सामान्य रूप में दी गयी है देंगे और इसलिए क्योकि हर प्रोजेक्शन के साथ उसकी दिशा 0 है तथा e1 और e2 हमें दो दिशाएं देती हैं जिनकी उस वेक्टर जो कि उस सतह पर आती है और यह एक नए अक्ष पर तथा उस सतह पर पुनः अपने कोआर्डिनेट को हर एक बिंदु पर दर्शाता है तो यह हमें बताता है कि कैसे हम मुख्य घटक का विशलेषण कर सकते है और हम जान सकते हैं कि कैसे निम्न आयाम डेटा पॉइंट पर आएगा इसलिए मुझे यहीं ख़त्म करने दीजिए और हम अगले व्याख्यान में इस विषय को जारी रखेंगे मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीवर्ड्स प्रमुख घटक विश्लेषण डायमेंशनलिटी रिडक्शन मैक्सिमाइज़िंग वेरिएंस